नमस्ते लागत एवं प्रबंधन लेखांकन के नए पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है इस कोर्स में यह केवल 10 घंटे के लिए एक छोटा पाठ्यक्रम है हम कुछ महत्वपूर्ण वैचारिक पहलुओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि लागत लेखांकन क्या है बहुत ही संक्षिप्त रूप में हम लागत के प्रकारों लागत लेखांकन के तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम इसके प्रबंधन लेखांकन भाग या लागत लेखांकन भाग की तकनीकों की ओर जाएंगे इसलिए तकनीकों में सीमांत लागत या समबिंदु विच्छेद विश्लेषण या लागत मात्रा लाभ विश्लेषण फिर मानक लागत बजटीय नियंत्रण शामिल हैं इसलिए हम लागत मात्रा लाभ विश्लेषण या मानक लागत या बजटीय नियंत्रण के विभिन्न मामलों पर भी विचार करेंगे जहां तक विधियों या परिचयात्मक भाग का संबंध है हम इसे केवल वैचारिक भाग के माध्यम से देखेंगे मुझे आशा है कि यह पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी होगा जो संक्षिप्त में केवल 10 घंटे में लागत और प्रबंधन लेखांकन की झलक पाना चाहते हैं यह पाठ्यक्रम बहुत उपयोगी होगा मैं वरदराज बापट आईआईटी मुंबई के प्रबंधन संकाय में लेखांकन एवं वित्त का प्राध्यापक हूं मैं एक रैंक होल्डर चार्टर्ड अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट हूं फिर मैंने एम कॉम डी आई एस ए किया है और आईआईटी बॉम्बे से वित्त में पीएचडी की है मेरे प्रमुख शिक्षण रुचियों में वित्तीय लागत लेखांकन और भारतीय आर्थिक और वित्तीय मॉडल भी शामिल हैं मेरी शोध रुचियाँ भी लेखांकन वित्तीय समावेशन कॉरपोरेट वित्त हैं मैं योग आध्यात्मिकता या संस्कृत भारतीय संस्कृति एबीवीपी इत्यादि जैसी विभिन्न पाठ्येतर गतिविधियों में भी शामिल हूं इस चर्चा के साथ अब हम लागत लेखांकन की ओर जाते हैं इसलिए शुरुआत में इस विशेष पीपीटी से हम लागत लेखांकन क्या है लेखांकन की लागत और अन्य धाराओं के बीच क्या अंतर है फिर लागत क्या है और लागतो के वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे तीन प्रमुख धाराएं हैं वित्तीय लागत और प्रबंधन लेखांकन आप में से कुछ लोग वित्तीय लेखांकन के बारे में जानते होंगे वित्तीय लेखांकन में तीन महत्वपूर्ण चरण है पहला वित्तीय लेनदेनो की रिकॉर्डिंग है इसलिए प्रत्येक वित्तीय लेन देन जब और जैसे भी होता है वह वित्तीय लेखा प्रणाली में दर्ज किया जाता है फिर इससे खाता बही में संक्षिप्त किया जाता है और रिपोर्ट तैयार की जाती है जोकि वित्तीय विवरणों के रूप में होती है वित्तीय लेखांकन प्रणाली के लिए लक्षित उपयोगकर्ता बाहरी होते हैं इसलिए यह शेयरधारकों के लिए है यह कर्मचारियों के लिए है यह सरकार के लिए है आंतरिक उपयोगकर्ता भी इसे उपयोग करते हैं लेकिन प्रमुख उद्देश्य बाहरी उपयोगकर्ता हैं अब इसके संबंध या तुलना में लागत लेखांकन क्या है आइए देखते हैं लागत लेखांकन में फिर से पहला कदम वही लागत की रिकॉर्डिंग है वित्तीय लेखांकन में भी यह वित्तीय लेन देनो की रिकॉर्डिंग थी यहां यह लागत की रिकॉर्डिंग है आप महसूस कर सकते हैं कि यह दोहराव है लेकिन ऐसा नहीं है इसलिए क्योंकि लागत लेखांकन में लागत बहुत सारे विवरणों के साथ दर्ज की जाती है उदाहरण के लिए यदि किसी संगठन के लिए वेतन बिल 5 करोड़ हैं तो वित्तीय लेखांकन में कुल राशि 5 करोड़ दर्ज की जाएगी परंतु लागत लेखांकन में प्रत्येक प्रकार के कर्मचारियों के लिए कितना भुगतान किया जाता है दैनिक या प्रति घंटे के आधार पर उनके द्वारा की जाने वाली क्या गतिविधियाँ रही हैं जिसके लिए वह वेतन भुगतान किया जाता है जैसे विवरणों को दर्ज किया जाता है इसलिए यह शामिल लागत का अधिक मात्रा में विवरण है अगला लागतो का विश्लेषण है इसलिए अब प्रत्येक प्रकार की लागत को तोड़ दिया जाता है इसलिए मान लीजिए कि हम वेतन लागत की बात कर रहे हैं तो उसे तोड़ दिया जाएगा कि कितनी कारखाने से संबंधित वेतन लागत है कितनी प्रशासन से संबंधित है कितनी बिक्री से संबंधित हैं कितना अतिरिक्त समय है कितना प्रोत्साहन के रूप में भुगतान किया गया है उस कर्मचारी के द्वारा उस वेतन के लिए किए गए काम की प्रकृति क्या थी वेतन में प्रत्यक्ष लागत कितनी है वेतन में अप्रत्यक्ष लागत कितनी है इस प्रकार के विस्तृत विश्लेषण किए जाते हैं तुलना की जाती हैं वित्तीय लेखांकन में यह केवल वास्तविक होते हैं आपको अनुमान लगाने की अनुमति नहीं होती है परंतु लागत लेखांकन में हम अनुमान लगाते हैं और उन अनुमानों का उपयोग बजट बनाने में या भविष्य के लिए अनुमान लगाने में भी किया जाता है इन सभी विश्लेषणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार लागत विवरण तैयार किए जाते हैं और यहां उपयोगकर्ता आंतरिक उपयोगकर्ता होते हैं इसलिए प्रबंधक संगठन के भीतर निर्णय निर्माता पर्यवेक्षक स्तर से लेकर मध्य प्रबंधन तक और सीईओ तक और यहां तक कि निदेशक मंडल के लिए भी यह गोपनीय डाटा है इसलिए यह सामान्य रूप से कुछ विवरणों को छोड़कर बाहरी उपयोगकर्ताओं के साथ साझा किया जाता है तो इसलिए यह लागत लेखांकन के बारे में संक्षेप है अब यह लागत लेखांकन की परिभाषा है इसमें लागतो की रिकॉर्डिंग आकलन नियंत्रण और रिपोर्टिंग करना शामिल है इसलिए आप यहां महसूस करेंगे कि इसमें आकलन भी शामिल है और नियंत्रण भी शामिल है इसलिए लागत लेखांकन केवल रिकॉर्डिंग पर नहीं रुकता है यह उन सभी लागतो को जांच में रखने की कोशिश करता है लागतो को नियंत्रित करने की कोशिश करता है अब यह प्रक्रिया रिकॉर्डिंग के साथ शुरू होती है और उस आधार पर भी जिनके आधार पर इसकी गणना की गई है और अंततः हम लागत अनुमान तैयार करते हैं अब लागत लेखांकन प्रणाली का उद्देश्य लागत का निर्धारण करना है इसलिए लागत पता करने के लिए लेकिन यह केवल संपूर्ण नहीं है यह एक उत्पाद एक प्रक्रिया के लिए श्रेणी वार कारखाना वार कार्य वार लागत है इसलिए यह विस्तृत तौर पर लागत का निर्धारण है अब इस निर्धारण का विस्तृत आकलन लागत नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए कुछ मानक निर्धारित किए जाते हैं या बजट बनाए जाते हैं और वास्तविक की तुलना मानदंडों या मानकों के साथ की जाती है और यह देखने के लिए प्रयास किए जाते हैं कि वास्तविक लागत अनुमानित से अथवा जो बजट किया गया है उससे ज्यादा ना हो इसलिए लागत नियंत्रण का अभ्यास किया जाता है लागत में कमी भी लाई जाती है इसलिए कि हमें कम लागत का स्थाई लाभ हो तब निर्णय लेने में सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ उत्पन्न होती है जो मूल्य निर्धारणनिर्णयों के लिए हो सकती है इसलिए यदि हम लागत के बारे में सही जानकारी जानते हैं तो हम अपने उत्पाद अथवा सेवा की उचित कीमत ले पाएंगे ग्राहक कुछ अतिरिक्त चीजें मांग सकते हैंहमें डिलीवरी देनी होगी हमें कुछ जोखिम उठाना होगा जैसे गारंटी देना उन सभी पहलुओं की गणना की जाती है और लागत में डाला जाता है इसलिए ताकि उचित मूल्य निर्धारण किया जा सके यह लाभ नियोजन जैसे अन्य निर्णयों के लिए भी उपयोगी है क्योंकि व्यवसाय को यह जानना चाहिए कि उसे कितनी इकाइयों का उत्पादन करना चाहिए अथवा किस स्तर तक अपनी सेवाओं का विस्तार करना चाहिए फिर बजटिंग की जाती है ताकि संसाधनों का एक व्यवस्थित आवंटन किया जा सके उसी प्रकार प्रबंधन के विभिन्न निर्णयों को पूरा किया जाता है और यदि सटीक और समय पर लागत का डाटा उपलब्ध हो तो वह एक बेहतर तरीके से और बहुत ही बेहतर तरीके से लिए जाएंगे इसलिए यह लागत लेखांकन प्रणाली के उद्देश्य हैं अब लाभ क्योंकि हम जानते हैं कि विस्तृत लागत अभिलेख हमें नुकसान और क्षमता की पहचान करने में मदद करते हैं तो लाभहीन गतिविधियों को समाप्त किया जा सकता है उसके पश्चात लागत में कमी लाने की तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है अथवा मूल्य विश्लेषण किया जा सकता है तो उस बेकार लागत को पूरी तरीके से समाप्त किया जा सकता है और जो भी संसाधन हम उपयोग कर रहे हैं उससे अधिक मूल्य प्रदान किया जा सकता है और तीसरा भाग जिसकी आपने पहले ही चर्चा की थी कि एक बेहतर जानकारी निर्णय लेने में बहुत मदद करती है यह लाभ की योजना हो सकती है बनाने अथवा खरीदने का निर्णय हो सकता है या हम बनाने की बजाय उस उत्पाद कोठेके पर देने अथवा किसी विशेष सेवा को ठेके पर देने के लिए जा सकते हैं लागत लेखांकन प्रणाली के कारण यह सभी प्रकार के निर्णय बहुत बेहतर तरीके से लिए जाते हैं अब प्रबंधन लेखांकन यह एक तरह की विस्तृत अवधारणा है जहां वित्तीय और लागत डाटा दोनों को एक साथ लिया जाता है और इससे मुख्य रूप से आंतरिक उपयोगकर्ताओं को लक्षित किया जाता है जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसे प्रबंधन लेखांकन कहा जाता है क्योंकि यह मुख्य रूप से आंतरिक उपयोगकर्ताओं के लिए है इसलिए यहां इस रूप में हम प्रबंधन बनाम वित्तीय लेखांकन की तुलना देख रहे हैं प्रबंधन लेखांकन में एक अच्छे निर्णय लेने के लिए एवं बेहतर नियंत्रण के लिए विभिन्न प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और एक अच्छा निर्णय लेने के लिए वित्तीय लेखांकन में वित्तीय विवरण तैयार किए जाते हैं और उपयोगकर्ता बाहरी हित धारक होते हैं ठीक है इस विशेष पाठ्यक्रम में हम लागत और प्रबंधन लेखांकन पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं अब लागत की परिभाषा अब व्यवसाय में या व्यवसाय के अलावा अन्य गतिविधियों में भी लागत आमतौर पर इनमें से किसी भी एक चीज का एक मौद्रिक मूल्यांकन है किसी भी सामान अथवा सेवा के उत्पादन या वितरण के लिए किए जाने वाले प्रयास अथवा सामग्री संसाधन शामिल जोखिम और छोड़े गए अफसरों के लिए हो सकता है इसलिए किसी भी गति विधि के लिए जो हम सामान्य रूप से कर रहे हैं हमें कुछ संसाधनों का त्याग करना होगा या तो हमेउन अफसरों को छोड़ना होगाया हमें सामग्री पर खर्च करना होगा या हमें अपना समय देना होगा या हमें अपने संसाधनों को देना होगा यह सब उस लागत में शामिल किया जाएगा जिसे हम एक मौद्रिक मूल्यांकन देने की कोशिश करेंगे और लागत की गणना के लिए इसे जोड़ते चलेंगे आमतौर पर इस तरह व्यवसाय के कार्य कुछ उत्पादन के कार्य किए जा सकते हैं फिर उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए हम आपूर्ति श्रृंखला अथवा वितरण के लिए जाते हैं अब इन सभी चरणों में लागत लगती है और तदनुसार लागत को भी उत्पादन से संबंधित विपणन और वितरण से संबंधित उपभोक्ता सेवा से संबंधित या इन सभी गतिविधियों की देखभाल के लिए प्रशासन से संबंधित वर्गीकरण में रखा जाता है और अनुसंधान और विकास लागत जैसी अन्य लागतें भी हो सकती हैं और इसी तरह की कुछ और यह लागत की एक और परिभाषा है इसे किसी भी सामान या सेवाओं के बदले दिए गए संसाधनों की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है इसलिए मान लीजिए कि हम सामग्री खरीदना चाहते हैं तो हमें उस आपूर्तिकर्ता को भुगतान करना होगा जिसे सामग्री लागत कहा जाता है जब हम कर्मचारियों को वेतन या अतिरिक्त समय अथवा अनुलाभ का भुगतान करते हैं तो इसे श्रम लागत या वेतन लागत या मानव संसाधन लागत के रूप में शामिल किया जाएगा फिर हम बिजली या बीमा जैसी विभिन्न सेवाओं को खरीदते हैं जिन पर लागत आती है इन सभी को लागत के उदाहरण के रूप में शामिल किया जाता है अन्य प्रकार की लागतें हैं भी हैं जिन्हें पूंजीगत लागत के रूप में जाना जाता है अब यह अचल संपत्तियों पर की गई लागत है जैसे मशीनरी की खरीद या मशीनरी की स्थापना अब यह लागत हमें दीर्घकालिक लाभ देने जा रही है यह लागत केवल उस अवधि के लिए नहीं है यदि मशीनरी की जीवन अवधि 5 साल है तो हमें 5 साल के लिए लाभ मिलेगा इसलिए हम उस संपत्ति पर 5 साल की अवधि के लिए मूल्यह्रास चार्ज करेंगे और यह मूल्यह्रास दिन प्रतिदिन की लागत में शामिल होता है इसलिए पूरी पूंजीगत लागत को उस अवधि की लागत के रूप में नहीं माना जाता है परंतु एक उचित अनुपात में मूल्यह्रास अथवा परिशोधन के रूप में उन्हें लागत में सम्मिलित किया जाता है अब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा लागत का वर्गीकरण है अब यह हमें लागत लेखांकन में अलग अलग अध्याय के बारे में बताएगा क्योंकि वर्गीकरण की तर्ज पर यह एक विस्तृत विश्लेषण है हम किसी विशेष वस्तु अथवा किसी विशेष उत्पाद की लागत के विस्तृत अध्ययन के लिए जा सकते हैं इसलिए पहले हम इसे तत्वों द्वारा वर्गीकृत करते हैं पहले इस अर्थ में कि यह सब से पारंपरिक तरीकों में से एक है फिर कार्य अनुसार या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रणीयता के द्वारा परिवर्तनशीलता प्रासंगिकता और ऐसे ही ठीक अब हम पहले वर्गीकरण के लिए चलते हैं जो तत्वों द्वारा लागत का वर्गीकरण है क्या आप जानते हैं कि लागत के महत्वपूर्ण तत्व क्या है इसके तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं प्रथम सामग्री श्रम और व्यय अब सामग्री की लागत यह किसी भी ठोस पदार्थ या किसी वस्तु पर किया गया खर्च है सबसे अच्छा उदाहरण कच्चे माल की खरीद हो सकता है यह किसी भी तत्व की खरीद भी हो सकता है मान ले कि आप कोई अन्य ठोस वस्तु को खरीद रहे हैं तो वह सामग्री लागत में शामिल होगी अगली कर्मचारी लागत है यह सभी मानव संसाधनों की लागत है जिसमें वेतन मजदूरी बोनस अनुलाभ सेवानिवृत्ति लाभ किसी भी अन्य तरह का प्रोत्साहन या ईएसओपी शामिल होंगे यह सब श्रम लागत या कर्मचारी लागत में शामिल है तीसरी सेवाएं हैं जब हम किसी भी बाहरी सेवा को खरीदते हैं उस पर लगी हुई लागत जैसे कि बिजली जैसे कि बीमा जैसे कि किराया यह सब व्यय में शामिल है यह बचे हुए तत्वों के लिए एक मद भी है इसलिए जो कुछ भी सामग्री और श्रम में शामिल नहीं है वह व्यय में शामिल किया जाएगा अब यह सामग्री श्रम और व्यय के रूप में लागत को वर्गीकृत करने का सबसे पारंपरिक तरीका है लेकिन अधिक विवरण जानने के लिए अथवा लागत को नियंत्रित करने की कोशिश करने के लिए अन्य तरह के वर्गीकरण शामिल किए गए थे और जिनसे कार्यों के अनुसार वर्गीकरण ने जन्म लिया है इसलिए व्यावसायिक कार्यों के अनुसार लागत को भी वर्गीकृत किया जाता है तो महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्य क्या है आप इस पर सोचे मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश यह सोच रहे हैं कि यह उत्पादन हो सकता है यह बिक्री और वितरण हो सकता है यह प्रशासन और ऐसा ही कुछ हो सकता है उसी के अनुसार लागतो को भी वर्गीकृत किया जाता है इसलिए हमें उत्पादन लागत व्यवस्थापक लागत बिक्री लागत मिलती है अन्य तरह के कार्य जैसे आर एवं डी हो सकते हैं उनके अनुसार फिर लागत को वर्गीकृत किया जाएगा अब इस वर्गीकरण का क्या फायदा है क्योंकि यह कार्य के अनुसार है इसलिए यह हमें लागत का बेहतर नियंत्रण करने में मदद करता है तो जो कुछ भी सामग्री श्रम अथवा ओवरहेड्स उत्पादन करने में उपयोग होते है उसके लिए हम उत्पादन प्रबंधक को जिम्मेदार बना सकते हैं हम उत्पादन के स्तर के अनुसार उसके लिए एक लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं हम व्यवस्थापक प्रबंधक को व्यवस्थापक लागत के लिए जिम्मेदार बना सकते हैं और कार्यालय या प्रशासन से संबंधित लागतो को जोड़ सकते हैं यह हमारी कार्यात्मक लागत है बेहतर नियंत्रण में हमारी मदद करती है परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि तत्व वार लागत महत्वपूर्ण नहीं है यह परस्पर व्यापक है वह वर्गीकृत करने का एक तरीका है और यह दूसरा तरीका हम आगे विभिन्न तरीकों को सीखने जा रहे हैं तीसरा महत्वपूर्ण कार्य बिक्री और वितरण है इसलिए वर्गीकरण हमारा मदद करता हैं कि क्या हमें एक कार्य को बाहरी ठेके पर दे देना चाहिए कि क्या हमें बेहतर नियंत्रण के लिए जाना चाहिए कि क्या हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए क्या यह हमारी ताकत है कमजोरी है इसे हम कार्य द्वारा लागत का वर्गीकरण करके जान सकते हैं अब अगला महत्वपूर्ण वर्गीकरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लागत का वर्गीकरण है इसलिए प्रत्यक्ष लागत वे लागते हैं जिन्हें मैं आसानी से पहचान सकता हूं इसलिए विभिन्न लागतो को लागत केंद्रों या उत्पादों के अनुसार विभाजित किया जा सकता है यदि हम एक लागत केंद्र की लागत की पहचान कर सकते हैं तो हम इसे प्रत्यक्ष लागत के रूप में मान सकते हैं उदाहरण के लिए फलों के गूदे के उत्पादन में फलों की लागत इसलिए यदि आप फलों के गूदे बना रहे हैं तो हमें पता है कि फल के रूप में कच्चा माल खरीदा जाएगा हम यह भी जानते हैं कि किस उत्पाद के लिए आइए देखते हैं यदि आप आम रस बना रहे हैं उसके लिए जो आम आप खरीद रहे हैं वह आमरस उत्पादन इकाई पर चार्ज किया जा सकता है यदि हम किसी अन्य उत्पाद का रस बना रहे हैं मान लीजिए अमरूद का तो हम उस विशेष इकाई द्वारा की गई खरीद की पहचान कर सकते हैं तब यह लागते जो कच्चे माल की खरीद से संबंधित हैं प्रत्यक्ष लागते बन जाएंगी क्योंकि इनके बारे में आसानी से पता लगाया जा सकता है अथवा पहचान की जा सकती है क्योंकि यह निश्चित होती हैं जैसे कि यहां पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं के हार्डवेयर व्यवसाय में हैं मान लीजिए आप पीसी को इकट्ठा कर रहे हैं आपको पता है कि हार्ड डिस्क पीसी बनाने में जाती है तो हार्ड डिस्क की लागत आप आसानी से उस विशेष पीसी से पहचान सकते हैं जो इकट्ठा हो रहा है तो आप इसे प्रत्यक्ष लागत कहते हैं इसके विपरीत कई अन्य लागतें हैं जो एक समान प्रकृति की होती है वह एक विशिष्ट उत्पाद के लिए नहीं हो सकते हैं फिर उन्हें अप्रत्यक्ष लागत कहा जाता है मान लेते हैं हम हार्डवेयर बनाने वाली एक छोटी इकाई हैं इसलिए हम पीसी को इकट्ठा करते हैं हम कुछ अन्य चीजें इकट्ठा करते हैं हम कुछ छोटी सेवा अथवा मरम्मत का कार्य भी करते हैं अब इंजीनियर अथवा तकनीकी कर्मचारी या तो सेवा रखरखाव के लिए काम करते है या वे पीसी अथवा कुछ वस्तुओं को इकट्ठा करने का काम भी करते हैं अब हम वास्तव में किसी विशेष व्यक्ति को दिए जाने वाले वेतन और उसका किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा नौकरी से जुड़ी हुई कड़ी को नहीं जानते हैं क्योंकि हमारे कार्यालय में या कार्यशाला में एक साथ अलग अलग काम किए जाते हैं इसलिए वेतन लागत को इतनी आसानी से पहचाना नहीं जा सकता हैं जितनी आसानी से हम हार्ड डिस्क की लागत को जानने में सक्षम रहे हैं क्या आप समझ रहे हैं इसलिए किसी विशेष पीसी के लिए हार्ड डिस्क की लागत एक प्रत्यक्ष लागत है जबकि वेतन लागत अप्रत्यक्ष लागत का एक बेहतर उदाहरण बन जाता है क्या आप अप्रत्यक्ष लागत के किसी अन्य उदाहरण के बारे में सोच सकते हैं उदाहरण के लिए किराया अगर हम अपनी दुकान या हमारे कारखाने के लिए किराया दे रहे हैं तो क्या उसे हम किसी एक उत्पाद के लिए पहचान सकते हैं यह संभव नहीं होगा क्योंकि किराया पूरी प्रणाली के लिए है जिसमें हम कई उत्पाद बना रहे हैं हम कुछ सेवा से संबंधित कार्य भी कर रहे हैं इसलिए किराया एक अप्रत्यक्ष लागत है पहले हमने फलों के गुदा बनाने का उदाहरण लिया था इसलिए हम जानते हैं कि विशेष प्रकार के गूदे को बनाने के लिए कच्चा माल जो कि खरीदे जाने वाला फल होता है वह एक प्रत्यक्ष लागत होती है क्या आप किसी अप्रत्यक्ष लागत के बारे में सोच सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आपके पास इन मशीनों के रखरखाव के लिए एक रखरखाव टीम या एक भी व्यक्ति है तो जब कभी भी कोई समस्या होती है तो वही व्यक्ति सेवा करता है अथवा विभिन्न मशीनों का रखरखाव करता है इसलिए गूदे बनाने की किस इकाई पर व्यक्ति का कितना वेतन चार्ज होगा इसको सटीकता के साथ सही तौर पर जानना हमारे लिए संभव नहीं होगा तो यह अप्रत्यक्ष लागत का एक उदाहरण है क्या आप मुझे समझ रहे हैं सहायता समूह या सुरक्षा समूह का एक उदाहरण दिया गया है तो कारखाने के बाहर एक सुरक्षा है हमें कहना चाहिए कि कारखाने के अंदर 10 इकाइयां हैं सुरक्षा सभी 10 इकाइयों के लिए एक जैसी है हम सटीक तौर पर यह नहीं जान पाएंगे कि किस इकाई पर सुरक्षा समूह का कितना वेतन चार्ज किया गया है इसलिए यह अप्रत्यक्ष लागत मानी जाती है उसीप्रकार से गोदाम अथवा प्रदर्शन हॉल में भंडारण की लागत यह भी अप्रत्यक्ष लागत बन जाती है अप्रत्यक्ष लागत का एक और नाम है जो ज्यादा प्रचलित है और शायद आपने सुना होगा वह ओवरहेड है अब ओवर हेड लागत की प्रकृति एक समान होने के कारण इसे प्रत्यक्ष रूप से चार्ज नहीं किया जा सकता है अथवा प्रत्यक्ष लागत के समान सीधे तौर पर आरोपित नहीं किया जा सकता है इसलिए कई बार प्रति घंटे की दर की गणना की जाती है हम उस प्रकार के ओवर हेड के कुल को घंटों की संख्या से विभाजित करते हैं मान लीजिए एक रखरखाव का उदाहरण है अगर हमारे पास रखरखाव और सहायता समूह है तो उनकी कुल लागत को घंटों की संख्या जिसके लिए वह कार्य करते हैं से विभाजित किया जाता है और यह प्रति घंटे की दर देगा अब जब भी रखरखाव व्यक्ति को बुलाया जाता है और मान लीजिएवह 5 घंटे कार्य करता है और प्रति घंटे की दर 2000 है तो 5 गुना 2000 हम उस इकाई के लिए 10000 चार्ज करने में सक्षम होंगे जिसने रखरखाव सुख सुविधा का उपयोग किया है इसलिए ओवर हेड प्रति घंटे की दर का उपयोग करके चार्ज किए जाते हैं कभी कभी समग्र या विभागीय दरों की गणना की जाती है गति विधि आधारित लागत जैसी कुछ तकनीकें भी हैं जो ओवर हेड स्कोर चार्ज करने के लिए कुछ उन्नत तकनीकें हैं बाद में हम उनमें जाएंगे परंतु अभी हमें यह समझना चाहिए कि प्रत्यक्ष बनाम अप्रत्यक्ष यह विशेष वर्गीकरण लागत के बेहतर नियंत्रण के लिए बहुत उपयोगी है यह हमें किसी विशेष उत्पाद या विशेष लागत केंद्र के लिए लागत का निर्धारण करने में मदद करता है या हमें बेहतर नियंत्रण में भी मदद करता है क्योंकि हम जानेंगे कि इस उत्पाद के लिए यह एक प्रत्यक्ष लागत है और हम अधिक ध्यान देने में सक्षम होंगे या उस विशेष लागत के अधिक और अधिक उपयुक्त नियंत्रण के लिए एक बजट या एक मानक बना सकते हैं इसलिए यहां हम लोग रुकेंगे वर्गीकरणो पर जो हमने चर्चा किए हैं हम इसे जारी रखेंगे और अगले सत्र में कुछ और प्रकार के वर्गीकरणो पर चर्चा करेंगे नमस्ते धन्यवाद